मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के सत्र में सभी का स्वागत है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसे मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग क्या है और यह मार्केटिंग के क्षेत्र में ही क्यों उपयोगी है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपको कई तरीकों से मदद करता है उदाहरण के लिए किसी उत्पाद की छवि की पहचान करने के लिए उपभोक्ता के दिमाग में एक उत्पाद की स्थिति उदाहरण के लिए बाजार में अंतराल की पहचान करने के लिए ताकि एक कंपनी नए उत्पाद या नए ब्रांड में उस स्थान पर फिट हो सके जहां अंतर है तो कई उपयोग हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे लेकिन मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग को परसेपटुअल मैपिंग भी कहा जाता है तो यह अंतरिक्ष में मैप किए जा रहे व्यक्तियों की धारणा की तरह है ताकि हम देख सकें कि बाज़ारिया के साथ विभिन्न ब्रांडों के बारे में उन्हें क्या महसूस होता है तो आइए हम देखें कि यह कैसे परिभाषित है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंगको एक दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से विशेष रूप से उत्तरदाताओं की धारणाओं और वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रक्रियाओं के एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह लोगों की धारणाओं और लोगों की वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है अब कई बार ऐसा हुआ है हमने देखा है कि लोग कुछ कहना पसंद कर सकते हैं जो उन्हें किसी विशेष उत्पाद या सेवा की तरह लगता है लेकिन अंत में कुछ और खरीदते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है अंतर क्या है आपको कुछ पसंद है लेकिन आप उस उत्पाद को खरीद नहीं सकते इसलिए लोगों की इन धारणाओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग एक बहुत ही उपयोगी उपकरण के रूप में आता है तो मैं एक उदाहरण देता हूं उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि एक कंपनी उदाहरण के लिए कार कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी के संदर्भ में जानना चाहती है आइए हम बेसिस फ्यूल के बारे में कहें और हमें डिजाइन के बारे में बताएं आप कोई भी डाइमेंशनले सकते हैं इसलिए अधिकतम आम तौर पर हम तीन डाइमेंशन्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि यह संभावना अधिक है कि यह अत्यधिक जटिल हो जाता है इसलिए इस आधार पर कि आप विभिन्न ब्रांडों की कारों को रखते हैं आइए हम कहते हैं कि ऑल्टो यह सिर्फ काल्पनिक है जिसे हम मर्सिडीज बेंज कहते हैं उदाहरण के लिए आइए हम इसे कुछ अन्य कार होंडा सिटी कहते हैं इसलिए जब कंपनी अच्छी तरह से कोशिश कर रही है तो यह लोगों और स्थानों की धारणा की राय लेती है 2 डी अंतरिक्ष में नक्शे में उत्पादों तो समझने की संभावना है कि क्या किसी प्रकार का अंतर है शायद कंपनी को पता चलता है जाहिर है यह सकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक है तो यह हो सकता है कि यह क्षेत्र कुछ भी नहीं था तो कंपनी शायद इस जगह को निशाना बना सकती है या इसी तरह कंपनी कुछ अन्य स्थान अन्य बिंदुओं को भी पता कर सकती है ताकि यह समझ सके कि क्या कोई अंतर है ताकि एक नया उत्पाद वहां रखा जा सके तो कैसे क्या आप करते हैं यह सवाल है तो आइए देखें कि स्टिमुली के बीच कथित या मनोवैज्ञानिक संबंधों को एक बहुआयामी स्थान के बिंदुओं के बीच साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के रूप में दर्शाया जाता है इन जियोमैट्रिक रिलेशनशिप्स को अक्सर स्पेटिअल मैप्स कहा जाता है जो कि मैं कहना चाह रहा था इन्हें स्पेटिअल मैप्स कहा जाता है स्पेटिअल मैप्स की धुरी को मनोवैज्ञानिक आधारों या अंडरलाइंग डाइमेंशन्स को निरूपित करने के लिए माना जाता है उत्तरदाता स्टिमुली के लिए धारणा और प्राथमिकताओं का उपयोग करते हैं अब सवाल यह है कि इस मामले में मैंने आपको बताया डिजाइन और ईंधन मान लीजिए मैं बड़ी संख्या में रेस्पोंडेंट्स से पूछूंगा और उनसे पूछूंगा कि वे कौन सी कारें हैं जो उन्हें लगता है कि प्रकृति में बहुत समान हैं मैं उन्हें किन डाइमेंशन्स पर नहीं पूछ रहा हूं लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं केवल उनसे एक चीज का अनुरोध कर रहा हूं उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए आप बहुत अधिक अलग अलग तरीकों के आधार पर समानताएं या असमानताएं जानना जानते हैं इसलिए कहीं न कहीं मैं उन्हें केवल 2 या 3 डाइमेंशन्स पर ही सीमित करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन केवल इससे ज्यादा नहीं इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे कौन से डाइमेंशन्स हैं वे स्वतंत्र हैं इसलिए जब मैं इसे स्वचालित रूप से कर रहा हूं तो मुझे बड़ी संख्या में समानताएं या असमानताएं मिलेंगी स्वचालित रूप से दिन के अंत में क्या होता है अलग अलग समानताओं से रेस्पोंडेंट हम यह समझ सकते हैं कि किस आधार पर किस पैरामीटर ने इन उपभोक्ताओं को इन रेस्पोंडेंट्स को दिया समानता या असहमति पसंद करें तो ये विशेषताएँ मूल रूप से वही हैं जिन्हें डाइमेंशन्स कहा जाता है इसलिए एमडीएस का उपयोग पहचान करना है जैसा कि कहा जाता है कि आप देख सकते हैं डाइमेंशन्स और उपभोक्ताओं की संख्या की प्रकृति का उपयोग बाजार में विभिन्न ब्रांडों को देखने के लिए किया जाता है तो क्या डाइमेंशन्स हैं उदाहरण के लिए कार के मामले में डिजाइन कीमत यह सुरक्षा हो सकती है पर्याप्त प्रौद्योगिकी हो सकती है इसलिए विभिन्न डाइमेंशन्सजो वे उपयोग कर सकते हैं इसी तरह अगले ब्रांड की स्थिति क्या है तो हम कहें कि वर्तमान ब्रांड होंडा सिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ब्रांड की वर्तमान स्थिति क्या है इसलिए अगर कंपनी को पता चल सकता है कि ब्रांड की वर्तमान स्थिति क्या है तो स्वचालित रूप से अगर यह अच्छा है तो वे खुश हो सकते हैं लेकिन अगर कुछ और है या वे परिभाषित कर सकते हैं कि कुछ गलती है या कुछ कमी है उस स्थिति में सुधार कर सकते हैं इसी तरह एमडीएस का उपयोग बाजार में विभिन्न उत्पादों की छवि को समझने के लिए भी किया जाता है बाजार को स्पष्ट रूप से खंडित करने के लिए जब आप अलग अलग लक्ष्य समूह की पहचान करते हैं तो यह बाजार को विभाजित करने में मदद करता है नए उत्पाद विकास जैसा कि मैंने कहा आप अंतराल की पहचान करते हैं और इस अंतराल के आधार पर आप बाजार में उत्पाद में पिच कर सकते हैं विज्ञापन की प्रभावशीलता का उपयोग करने के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक विज्ञापन रखा है और वह जानना चाहती है कि विज्ञापन कितना प्रभावी है मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण का विश्लेषण और चैनल के फैसले तो ये सभी विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं हैं कुछ उपयोगिताओं जो एमडीएस मूल रूप से बाजार के लिए हमारी मदद करती हैं तो एमडीएस से जुड़ी शर्तें क्या हैं पहले इसे समानता मैट्रिक्स समानता या असमानता कहा जाता है तो मूल रूप से हम जो उपयोग करते हैं वह समानता के निर्णय हैं लिकर्ट स्केल का उपयोग करके समानता के संदर्भ में सभी संभावित ब्रांडों के ब्रांड या अन्य उत्तेजनाओं पर रेटिंग हम कहते हैं कि यह एक सहसंबंध चार्ट ए बी सी और डी की तरह दिखता है इसलिए यहां मैं ए बी सी और डी कह रहा हूं इसलिए हम समानता बना रहे हैं हम विभिन्न ब्रांडों के बीच तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं समानता यदि वे बहुत समान हैं तो हमें कहें कि हम कहेंगे कि यह एक है यदि वे अत्यधिक भिन्न हैं तो रेटिंग 6 7 5 4 हो सकती है जो भी आपके द्वारा उपयोग किए गए पैमाने के अनुसार है इसलिए वरीयता रैंकिंग समानता और फिर वरीयता वरीयता रैंकिंग रैंक क्रम हैं अब एक पैमाने में आप अच्छी तरह से कह सकते हैं दो ब्रांडों के बीच समानता 5 या 1 या 7 की तरह है लेकिन उत्पादों के एक सेट में वरीयता का मतलब है हम कहते हैं कि 15 उत्पाद हैं या 18 उत्पाद हैं नंबर वन रैंक कौन सा है उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है कि कभी कभी उपभोक्ता समानता के आधार पर दो अलग अलग उत्पादों को समान रैंकिंग प्रदान करते हैं लेकिन जब यह वरीयता की बात आती है तो यह पूरी तरह से बदल जाती है इसलिए दो उत्पाद दिख सकते हैं उदाहरण के लिए कोलगेट और पेप्सोडेंट समानता के आधार पर बहुत समान दिख सकते हैं लेकिन वरीयता के आधार पर उनमें से एक दूसरे पर आसानी से चमक सकता है या डाबर या ऐसा कुछ हो सकता है जैसे आप जानते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक सामान पसंद किए जा सकते हैं कोलगेट या पेप्सोडेंट पर संभव हो सकता है तो सवाल समानता है और प्राथमिकताएं अलग अलग चीजें हैं तनाव यह फिट माप की कमी है तनाव का उच्च मूल्य खराब फिट को इंगित करता है अब तनाव क्या है मुझे संख्यात्मक शब्द के माध्यम से समझाएं तनाव कुछ भी नहीं है लेकिन यह गणना की जाती है क्योंकि तनाव दूरी के बराबर है मूल दूरी माइनस डी माना जाता है d औसत या d माध्य से विभाजित तो यह मूल मूल्य मूल दूरी का एक अनुपात है अब हम इस दूरी के बारे में क्या बात कर रहे हैं नक्शे या स्थानिक नक्शे में दूरी यह दूरी यूक्लिडियन दूरी के अलावा और कुछ नहीं है तो हम जानते हैं कि यूक्लिडियन दूरी की गणना कैसे करें कि x2 X1 y2 y1 वर्गमूल इसलिए जब हम इस मान के बारे में बात कर रहे हैं अगर d0 dp या d0 और dp d ओरिजिनल और d कथित बहुत करीब हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेस वैल्यू कम हो जाती है और तनाव मान को कम करें जिसका अर्थ है कि मूल और कथित समान हैं स्पेटिअल मैप ब्रांडों या अन्य उत्तेजनाओं के बीच कथित संबंध को एक स्थानिक मानचित्र नामक एक बहुआयामी स्थान के बिंदुओं के बीच जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के रूप में दर्शाया जाता है और निर्देशांक संकेत करते हैं कि एक ब्रांड की स्थिति एक स्टिमुलस है तो कोऑर्डिनेट्स के साथ हमें बताता है कि होंडा सिटी अपने कोऑर्डिनेट्स के अनुसार यहां क्यों है मर्सिडीज अपने निर्देशांक के कारण यहां है आप मल्टीडाइमेंशनल स्केलिंग का संचालन कैसे करते हैं सबसे पहले शुरू करने के लिए समस्या को तैयार करना है तो आपकी समस्या क्या है आपको बता दें कि आपकी समस्या बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के स्नैक्स की पहचान करना और यह जांचना है कि क्या नया स्नैक पेश करने की कोई गुंजाइश है इनपुट डेटा प्राप्त करें अब इनपुट डेटा बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से इस मामले में आपके द्वारा लाया जाने वाला इनपुट डेटा लोगों को उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के बीच समानताएं पूछने जैसा है एक एमडीएस प्रक्रिया का चयन करें अब आप किस तरह की प्रक्रिया का उपयोग करने जा रहे हैं यह देखने के लिए कि डाइमेंशन्स की संख्या तय करने के लिए आप 2 3 का उपयोग करने के लिए कितने आयाम चाहते हैं 3 से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि मैंने कहा कि यह जटिल हो जाता है फिर डाइमेंशन्स को लेबल करें और कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या करें कि आपको यह पता लगाना है कि इस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए लोगों ने किन डाइमेंशन्स या रेस्पोंडेंट्स का उपयोग किया था अंत में विश्वसनीयता और वैधता का आकलन करने के लिए यह हमेशा की तरह किया जाता है अगर आपको याद है कि हम नमूनों के एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं डेटा सेट दो भागों में विभाजित है एक उपचार है और दूसरा नियंत्रण है और दूसरा होल्ड आउट ग्रुप है तो आपके पास डेटा है एक सेट पर डेटा का परीक्षण करें और फिर होल्ड आउट ग्रुप सैंपल टेस्ट करें और जांचें कि क्या वे समान या असंतुष्ट हैं इसलिए उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करें जिसका एमडीएस का उपयोग किया जाना चाहिए विश्लेषण में शामिल किए जाने के लिए ब्रांडों या उत्तेजनाओं के बाद ब्रांडों या उत्तेजनाओं का चयन करें जैसा कि यह कहा जाता है कि यदि आप देख सकते हैं कि ब्रांड की संख्या सामान्य रूप से चुनी गई उत्तेजनाएं 8 और 25 के बीच भिन्न होती हैं इसलिए 25 से ऊपर की कोई भी चीज बहुत ही कठिन है क्योंकि आप समझते हैं जब व्यक्ति को वरीयता देना होता है तो वह सभी की तुलना कर रहा होता है 25 ब्रांड फिर वह पहले एक के लिए चयन करता है और फिर वह सभी 24 सेकंड के बीच का चयन करता है तीसरा उस पर चला जाता है कठिन हो जाता है यह एक कठिन चुनौती है तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है संख्या और विशिष्ट ब्रांडों की पसंद को शामिल किया जाना स्टिमुली को मार्केटिंग रिसर्च समस्या और शोधकर्ता के निर्णय के बयान पर आधारित होना चाहिए इसलिए आप किस समस्या का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस समस्या के आधार पर आप यह तय करेंगे कि हमारे पास किस तरह की संख्या होगी तो अब एमडीएस स्केलिंग के लिए इनपुट डेटा इनपुट डेटा मूल रूप से है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह धारणाओं या प्राथमिकताओं पर आधारित है अब धारणाएं जैसा कि मैंने सीधे कहा कि आप लोगों से पूछकर एक स्कोर बना सकते हैं कई ब्रांडों के बीच समानता क्या है आइए हम कोलगेट हिंदुस्तान पेप्सोडेंट कहते हैं उदाहरण के लिए बता दें डाबर लाल दंत मंजन टूथपेस्ट के विभिन्न ब्रांड मैं मेसवाक की बात कर रहा हूं और फिर मैं पूछ रहा हूं कि वे क्या और कैसे समान हैं यह एक प्रत्यक्ष है हो सकता है कि 7 लिकर्ट स्केल में आप कुछ कह सकते हैं या कुछ अन्य तरीके से विशेषता रेटिंग प्राप्त की जाती है अब डाइविंग करके रेटिंग्स को विशेषता दें अब मैं जो कर रहा हूं वह मैं कई विशेषताओं को दे रहा हूं अब मैं आपको दिखाऊंगा कई विशेषताएं हैं जो हमें बता सकती हैं कि यह दांतों की सफाई कैसे कर रहा है यह कैसा है यह किस तरह की खुशबू है यह कितनी ताजगी देता है तो ये सभी चीजें अलग अलग विशेषताएं हैं इस विशेषता के आधार पर लोग जो स्कोर देते हैं मैं स्कोर प्राप्त कर सकता हूं अगली प्राथमिकताएं हैं इसलिए वरीयताएं रैंक के आदेश हैं जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अब हम कहते हैं इस परसेप्शन डेटा को देखें अब यह प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है जैसा कि आप देख सकते हैं अब क्रेस्ट बनाम कोलगेट एक्वा फ्रेश बनाम क्रेस्ट क्रेस्ट बनाम एआईएम तो बहुत भिन्नता 1 है बहुत समान माना जाता है 7 अब यह हो सकता है आप इसे अपनी इच्छा तक उपयोग कर सकते हैं लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि इस मामले में अत्यधिक समान सात हैं और अत्यधिक भिन्नता एक है कभी कभी आप यह भी कह सकते हैं कि समान समान एक है और अत्यधिक भिन्नता 7 है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी समझ साफ होनी चाहिए तो मूल्यांकन किए जाने वाले पेस्ट की संख्या स्पष्ट रूप से n 2 है मान लीजिए कि 8 जोड़े हैं इसलिए 8 x 7 nx n 12 28 तो 28 संयोजन तो अब सोचिए कि क्या आपके पास 25 है जैसा कि हमने कहा 8 से 25 तो 25 x 242 300 संयोजन तो वह एक बड़ी संख्या है इसलिए 300 को आम तौर पर शोध में जादुई संख्या कहा जाता है इसलिए यदि आप डेटा विश्लेषण या डेटा संग्रह भी कर रहे हैं यदि आप कई 300 नमूना आकार प्राप्त करते हैं तो सभ्य है अध्ययन सभ्य है इसी तरह रेटिंग आप देख सकते हैं कि रेटिंग्स को यहाँ चिह्नित किया गया है और यह एक कोरिलेशन चार्ट जैसा दिखता है अब अगर आप एक्वा को नए सिरे से एक्वा को देखें तो यह कुछ भी नहीं होगा 0 क्योंकि यह एक है जाहिर है एक है क्रेस्ट टू क्रेस्ट एक तो यह एक लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स या एक अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्सका उपयोग किया जाता है अब यह एक लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स कोरिलेशन मैट्रिक्स है अब परसेप्शन डेटा यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अलग अलग धारणा विशेषताएँ और एक बार इस डेटा यदि विशेषताओं को प्राप्त किया जाता है तो समानता प्रत्येक ब्रांड के जोड़े से ली गई है अब एक बार इस विशेषता के आधार पर रेस्पोंडेंट एक बार जब वह डेटा एकत्र करता है तो अंत में वह इस डेटा का उपयोग इनपुट डेटा के लिए भी कर सकता है अब इनपुट डेटा प्रत्यक्ष बनाम डेराइवड एप्रोच प्राप्त करें अब क्या फर्क पड़ता है यदि आपके पास प्रत्यक्ष है तो यह आसान है इसमें तो कोई शक ही नहीं है शोध में मूक विशेषताओं के एक सेट की पहचान नहीं है डायरेक्ट एप्रोच के निम्नलिखित फायदे हैं इसलिए ये फायदे हैं लेकिन नुकसान यह है कि मानदंड ब्रांड या स्टिमुली के मूल्यांकन से प्रभावित होते हैं तो यह नुकसान है नुकसान यह है कि चयन के मानदंड ब्रांडों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह डायरेक्ट एप्रोच के साथ एक नुकसान है इसके अलावा इस स्पेटिअल मैप के डाइमेंशन्स को लेबल करना मुश्किल है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में व्यक्ति ने किस डाइमेंशन का मूल्यांकन किया है इसलिए यह एक भद्दी बात है विशेषता आधारित दृष्टिकोण के आधार पर हमने जो दूसरा देखा था उसने उत्तरदाताओं को होमोजीनियस परसेप्शन्स की पहचान करना आसान है जाहिर है जिन लोगों को एक समान विचार प्रक्रिया मिली है या उन्हें आसानी से समूहबद्ध या पहचाना जा सकता है रेस्पोंडेंट्स को एक विशेषता रेटिंग के आधार पर क्लस्टर किया जा सकता है जाहिर है मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर समान स्कोरिंग दिया जा रहा है तो उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है आयामों को लेबल करना आसान है क्योंकि कमोबेश डाइमेंशन्स समान रहते हैं नुकसान यह है कि शोधकर्ता को उन सभी मूक विशेषताओं की पहचान करनी चाहिए जो एक मुश्किल काम है अब हां मान लीजिए कि आप कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को याद करते हैं जो हमें दांतों की सफाई के अनुसार बताते हैं उनमें से एक राशि की तरह हो सकता है हम टूथपेस्ट में मात्रा कहें अब शायद यह एक ब्रांड का चयन करने के लिए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है लेकिन अब मान लीजिए कि यह छूट गई स्वचालित रूप से स्पष्टीकरण शक्ति नीचे चली जाएगी यह बहुत नीचे गिर जाएगी प्राप्त स्पेटिअल मैप पहचान की गई विशेषताओं पर निर्भर करता है मानार्थ तरीके से इन दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करना सबसे अच्छा हो सकता है प्रत्यक्ष समान निर्णय का उपयोग स्पेटिअल मैप प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और डाइमेंशन्स की व्याख्या करने के लिए एक विशेषता के रूप में विशेषता रेटिंग का उपयोग किया जा सकता है तो यह क्या कह रहा है आइए हम दोनों विधियों को क्लब करें या दोनों विधियों का उपयोग करें पहली विधि डायरेक्ट मेथड का उपयोग स्पेटिअल मैप प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है अर्थात यह नक्शा तो इस नक्शे और विशेषता रेटिंग का उपयोग डाइमेंशन्सकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है कुछ डेटा के लिए रेस्पोंडेंट्स की वरीयता के संदर्भ में वरीयता डेटा ब्रांड का आदेश देता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति रेस्पोंडेंट हो सकता है आपको दो अलग अलग ब्रांडों की समानता दे सकता है लेकिन एक वरीयता के लिए वह केवल उनमें से एक का चयन कर रहा है और दूसरा जो अत्यधिक समान है वह बहुत कम वरीयता के लिए रख रहा है कुछ कारण हम नहीं जानते एक आम बात है जिसमें प्राप्त किया गया ऐसा डेटा वरीयता रैंकिंग के माध्यम से है वैकल्पिक रूप से रेस्पोंडेंट्स को युग्मित तुलना करने और यह इंगित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि वे किस ब्रांड को पसंद करते हैं अब उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने कहा कि कोलगेट बनाम पेप्सोडेंट कोलगेट बनाम क्रेस्ट आइए हम क्रेस्ट बनाम डाबर लाल दंत मंजन कहते हैं इसलिए आपको कॉम्बिनेशंस स्पेस बनाना होगा यदि आपको याद है कि जब हम पैमाने के बारे में बात कर रहे थे तो हम पेयर्ड कंपैरिसंस कर रहे थे पेयर्ड कंपैरिसंस नॉन पेयर्ड कंपैरिसंस इसलिए हम दो अलग अलग ब्रांडों की तुलना कर रहे थे एक अन्य विधि विभिन्न ब्रांडों के लिए वरीयता रेटिंग प्राप्त करना है वरीयता डेटा से प्राप्त कॉन्फ़िगरेशन समानता डेटा से प्राप्त भिन्न से भिन्न हो सकती है यही मैं दोहरा रहा हूं दो ब्रांडों को एक समानता मानचित्र में भिन्न माना जा सकता है फिर भी एक वरीयता मानचित्र में समान है इसलिए लोग वरीयता के आधार पर उन्हें एक जैसे दो अलग अलग उत्पाद पसंद करते हैं लेकिन समानता मैट्रिक्स के मामले में वे अत्यधिक अलग अलग एक साथ रखे जाते हैं इसलिए यह जटिलता है इसलिए जो आप उपयोग कर रहे हैं समानता हम स्पेटिअल मैप का पता लगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं और डाइमेंशन्सको खोजने के लिए वरीयता रेटिंग का उपयोग किया जा रहा है इनपुट डेटा की प्रकृति एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हालांकि आपका डेटा मीट्रिक या नॉन मीट्रिक है या नहीं इसके परिणाम बहुत अधिक नहीं बदलने वाले हैं लेकिन फिर भी यदि यह नॉन मीट्रिक मल्टीडायमेंशनल स्केलिंग है जो ऑर्डिनल रैंकिंग है तो मूल रूप से यह माना जाता है कि इनपुट डेटा क्रमबद्ध हैं लेकिन परिणाम फिर से मीट्रिक आउटपुट है मीट्रिक मल्टीडायमेंशनल स्केलिंगविधि में इनपुट डेटा मीट्रिक है और यह बेहतर है क्यों क्योंकि उत्पादन फिर से प्रकृति में मीट्रिक होने जा रहा है इसलिए चूंकि आउटपुट भी मीट्रिक के बीच एक मजबूत संबंध है और इनपुट डेटा बनाए रखा जाता है और इनपुट डेटा के मीट्रिक गुण संरक्षित रहते हैं तो वह लाभ है लेकिन जैसा कि आप अंत में कह सकते हैं कि मीट्रिकऔर नॉन मीट्रिक तरीके समान परिणाम उत्पन्न करते हैं प्रक्रिया के चयन को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक यह है कि एमडीएस विश्लेषण व्यक्ति या कुल स्तर पर आयोजित किया जाएगा या नहीं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है अब इसका क्या मतलब है देखें कि आप मल्टीडायमेंशनल स्केलिंग का संचालन कर सकते हैं इस पद्धति की सुंदरता यह है कि यह एक व्यक्तिगत मामले के लिए यहां तक कि सिंगल रेस्पोंडेंट के लिए भी किया जा सकता है लेकिन आप इसे समग्र स्तर के लिए भी कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप 300 रेस्पोंडेंट्स की राय लेते हैं और इसका औसत लेते हैं और स्कोर के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो आप एक अध्ययन के रूप में क्या उपयोग कर रहे हैं जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो कुल स्तर पर यह माना जाता है कि सभी उत्तरदाता समान आयामों का उपयोग करते हैं अब व्यक्तिगत स्तर बनाम कुल स्तर व्यक्तिगत स्तर पर आप जानते हैं कि व्यक्ति के पास क्या है उसने तुलना करने के लिए किस तरह के आयामों का उपयोग किया है लेकिन जब आप 300 या 200 या 100 लोगों के कुल स्कोर का उपयोग कर रहे हैं तो एक समस्या है आप नहीं जानते कि उन तुलनाओं को बनाने के लिए उन्होंने वास्तव में किन आयामों का उपयोग किया है इसलिए ऐसी स्थितियों में समग्र भाग को प्रबंधित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से अधिक बेहतर है क्योंकि यह एक बार में बहुत से लोगों के परिणाम में एक व्यापक राय दे रहा है इसलिए यह अधिक बेहतर है जब आप मल्टीडायमेंशनल स्केलिंग का संचालन करते हैं तो आपको मेरे द्वारा कहे गए डाइमेंशन्स की संख्या पर निर्णय लेना होता है लेकिन डाइमेंशन्स की संख्या 2 या 3 तक सीमित होनी चाहिए बहुत अधिक नहीं एक प्राथमिक ज्ञान जिसका अर्थ है कि सिद्धांत या अतीत के शोध आपको एक विशेष संख्या में डाइमेंशन्स सुझा सकते हैं इसलिए यदि आप कहते हैं कि कारों की तुलना किस आधार पर की जा रही है तो आपके पास कुछ ज्ञान है सही है कारों की तुलना ब्रांड के आधार पर की जा सकती है जहां से वे आते हैं कीमत दक्षता तो चलिए 2 या 3 महत्वपूर्ण लेते हैं सामान्यतः स्पेटिअल मैप की व्याख्या अब स्पेटिअल मैप की व्याख्या करने के लिए जो परसेप्टुअल मैप है आम तौर पर 3 से अधिक डाइमेंशन्स में इन्टरप्रेट मैप्स की व्याख्या करना मुश्किल है जो कि मैं बात कर रहा था यदि आपके पास 3 से अधिक आयाम x y और z हैं तो व्याख्या करना मुश्किल है कोहनी मानदंड अब यह है यदि आप कारक विश्लेषण को याद करते हैं जो मैंने समझाया था तो एक स्केरी प्लॉट एक स्कोरी प्लॉट नामक कुछ है यह एक स्केरी प्लॉट के समान है जहां आपको डाइमेंशन्सकी संख्या डाइमेंशन्स की संख्या की जांच की जानी चाहिए अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा उपयोग में आसानी आमतौर पर 2 डाइमेंशन मैप्स के साथ काम करना आसान होता है फिर 2 से अधिक डाइमेंशन्स शामिल होते हैं इसलिए जैसे जैसे आप डाइमेंशन्सबढ़ाते हैं जटिलता बढ़ती जाती है अब यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तनाव का एक कथानक इसलिए यदि आप याद करते हैं अब यदि आप परिवर्तनों को देखते हैं अब यदि आप यहाँ परिवर्तन को देखते हैं अब उदाहरण के लिए परिवर्तन में तेज हम तय करेंगे कि कितने डाइमेंशन्सहोने चाहिए तो इस मामले में 2 या अधिकतम 3 डाइमेंशन्स हो सकते हैं अब स्ट्रेस वैल्यू उच्च तनाव गरीबों के लायक है कि मैंने इस सूत्र के माध्यम से भी समझाया अब अंत में डाइमेंशन्सको लेबल करना और कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या करना यहां तक कि अगर प्रत्यक्ष समानता निर्णयों को शोधकर्ता आपूर्ति विशेषता पर ब्रांडों की रेटिंग प्राप्त की जाती है तब भी उन्हें एकत्र किया जाना चाहिए अब यह क्या कह रहा है भले ही लोगों रेस्पोंडेंट्स से प्रत्यक्ष समानता निर्णय प्राप्त किए गए हों शोधकर्ता आपूर्ति की विशेषताओं पर ब्रांडों की रेटिंग अभी भी प्रतिगमन जैसे सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करके एकत्र की जाएगी इसलिए यह उदाहरण के लिए बीटा वजन का उपयोग करके है प्रतिगमन आप बीटा वजन का उपयोग करते हैं इसी तरह आप यहाँ बीटा वज़न की गणना कर सकते हैं और उन बीटा वज़न को आप इस रणनीतिक तरीकों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वे कौन से गुण हैं जो इस स्थानिक मानचित्र पर फिट किए जा सकते हैं जिन्हें लोग महत्व दे रहे हैं प्रत्यक्ष समानता या वरीयता डेटा प्रदान करने के बाद उत्तरदाताओं को मूल्यांकन करने में उपयोग किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने के लिए कहा जा सकता है तो एक बार आपके पास आपके द्वारा दिए गए समानता या डेटा प्रदान करने के बाद आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पर अपना मूल्यांकन किया यदि संभव हो तो रेस्पोंडेंट्स को स्पेटिअल मैप्स दिखाए जा सकते हैं और डाइमेंशन्सको लेबल करने के लिए कहा जा सकता है इसलिए आप इसे करने के बजाय आप लोगों की राय भी ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कृपया उन डाइमेंशन्स को प्रदान करें जिन्हें आपने इस विश्लेषण के लिए उपयोग किया है यदि ब्रांडों की वस्तुगत विशेषता उपलब्ध है तो इन्हें सब्जेक्टिव डाइमेंशन्स की व्याख्या करने में सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कभी कभी हमारे पिछले शोध के माध्यम से भी हमारे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध होते हैं हम इन आंकड़ों का उपयोग स्पेटिअल मैप्स के डाइमेंशन्स की व्याख्या करने के लिए भी कर सकते हैं अब इस मामले को देखते हैं अब टूथपेस्ट ब्रांडों का स्पेटिअल मैप अब अंतर अब यह एक स्पेटिअल मैप है और यदि आप स्पेटिअल मैप को देखते हैं यदि आप इसे देखते हैं तो अलग ये स्कोर हैं और यदि आप कोलगेट अगुआ फ्रेश क्रेस्ट एआईएम को देखते हैं तो यह इस तरह दिखता है उदाहरण के लिए ब्रांड अल्ट्रा ब्राइट पेप्सोडेंट कोलगेट से बहुत अलग है लेकिन जैसा कि मैंने कहा हालांकि यह समानता पर है यह इतना अलग है लेकिन वरीयता के आधार पर यह नहीं हो सकता है लोग इसे अलग तरह से खरीद रहे होंगे अब विशेषता वाले वैक्टर्स का उपयोग करते हुए उदाहरण के लिए हमने तीन लिया है उन्होंने रिग्रेशन के आधार पर गणना की है 3 गुण लड़ाई गुहाओं दांतों को सफेद साफ दाग साफ दाग के आधार पर अगर आप देख सकते हैं कि डेंटा गार्ड सबसे नजदीक है दांतों के दांतों के आधार पर यह क्लोज अप है लड़ाई गुहाओं के आधार में यह क्रेस्ट और कोलगेट है तो इन विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है यह वह विशेषताएं हैं जो मैंने कहा था कि यदि आप विशेषताओं के आधार पर याद करते हैं तो आप स्कोर समानता स्कोर का भी पता लगा सकते हैं तो विशेषताओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि इस ब्रांड को स्पेटिअल मैपमें कैसे वितरित किया जाता है अंत में यह विश्वसनीयता और वैधता का आकलन करने के लिए आया है आर स्क्वायरइंडेक्स ऑफ़ फिर या आर स्क्वायर का सूचकांक यहां उपयोग किए गए मूल्यों में से एक है क्या एक्स स्क्वेर्ड कोरिलशन इंडेक्स है कि हमने रिग्रेशन सेशन में भी किया है जब हमने किया था तो यह इंगित करता है कि एमडीएस द्वारा विभिन्न अनुमानित पैमाने पर डेटा के अनुपात का हिसाब लगाया जा सकता है वास्तव में आर स्क्वायर आपको बताता है कि कितना स्पष्टीकरण हो रहा है इसलिए 060 के मूल्य अपवाद को बेहतर मानते हैं स्ट्रेस वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेस वैल्यू स्ट्रेस वैल्यू अधिक होना फिट को खराब करता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस वैल्यू फिट की खराबता को मापते हैं या फिट होने की अच्छाई को माप सकते हैं तनाव फिट की खराबता को मापता है क्योंकि आर स्क्वायर फिट की अच्छाई को मापता है तो तनाव अधिक फिट खराब इसलिए 10 से कम स्ट्रेस वैल्यू स्वीकार्य माना जाता है फिट की इतनी अच्छाई अगर आप 02 देखते हैं अगर आपका तनाव 02 के आसपास है तो यह खराब है फिट खराब है यदि यह 1 उचित है अगर यह अच्छा है तो 0025 उत्कृष्ट 0000 एकदम सही है यह केवल 0000 होगा जब मूल डेटा और कथित डेटा समान या समान होंगे अगर हम समतल विश्लेषण करेंगे तो मूल डेटा को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया जाना चाहिए अब मान लीजिए कि आपने कुल आंकड़ों पर विश्लेषण किया है तो आप नहीं जानते कि लोगों ने किन आयामों का उपयोग किया है तो वैधता को सुनिश्चित करने के लिए डेटा को 2 या अधिक भागों में विभाजित करें और दोनों हिस्सों पर अलग से विश्लेषण करें और परिणामों की तुलना करें इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिन पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहा हूं अंत में एक और बात अगर आपको कभी कभी लगता है कि एक ब्रांड विशेष रूप से तो हम कहें कि आपने 10 ब्रांडों का उपयोग किया है और एक ब्रांड है क्योंकि एक ब्रांड का मूल्यांकन बहुत खराब नहीं है एक अस्थिरता है इसलिए उस ब्रांड की पहचान करना बेहतर है जो बाकी हिस्सों से बहुत अलग है और उसको हटाना है और फिर जांच करें कि बेहतर तनाव मूल्य या स्थिरता है या नहीं तो पहले के अध्ययनों से भी आप देख सकते हैं कि यह आदर्श बिंदु है आदर्श बिंदु वह चीज है जो किया जाता है जिसका उपयोग प्रारंभिक डेटा के माध्यम से किया जाता है पिछले डेटा से जो आपने समान अध्ययनों पर एकत्र किया है आप कह सकते हैं कि एक अच्छा चलो टूथपेस्ट के लिए आदर्श बिंदु क्या होना चाहिए और इस आदर्श बिंदु के आधार पर आप तुलना सीमाएं भी बना सकते हैं ये सीमाएँ ठीक हैं इसलिए मुझे सीमाएँ अधिक नहीं मिल रही हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक सीमाएँ नहीं हैं फिर भी हमें कुछ हद तक जाने देना चाहिए एमडीएस की एक सीमा ब्रांडों में भौतिक परिवर्तनों से संबंधित आयाम व्याख्या है या अवधारणात्मक मानचित्र में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना सबसे अच्छा है यह सीमा है तो यह सीमा कि भौतिक परिवर्तनों से संबंधित व्याख्या को समझना या व्याख्या करना मुश्किल है इसी तरह एमडीएस मानता है कि दो उत्तेजनाओं के बीच की दूरी उस आंशिक समानता का कुछ कार्य है अब यह सीमा है यह क्या कह रहा है कि यह माना जाता है यह मानता है कि दो उत्तेजना यूक्लिडियन दूरी 2 उत्तेजनाओं के बीच की दूरी कुछ कार्य है आंशिक समानताएं लेकिन यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता है यह कुछ और हो सकता है यह कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं तो ये कुछ हैं यह है एक और बात यह है कि उत्तेजना ए की बी की समानता उत्तेजना बी की ए की समानता के समान है अब यह समझना महत्वपूर्ण है यदि A से B A से B के बीच समानता समान है B से A के बीच समानता वास्तव में है तो हर समय सही नहीं हो सकता है तो ठीक है यह आखिरी मुझे लगता है इसलिए मैं इसे बंद करने जा रहा हूं तो वरीयता डेटा को स्केल करना वरीयताओं के आंतरिक विश्लेषण और बाहरी विश्लेषण के 2 प्रकार हैं आंतरिक विश्लेषण एक स्थानिक मानचित्र है जो आपके द्वारा उत्तरदाताओं से एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर बनाया गया है और बाहरी विश्लेषण पिछले डेटा से धारणा से प्राप्त स्थानिक मानचित्र में वरीयता डेटा के आधार पर वैक्टर का आदर्श बिंदु है कुछ पिछले रिकॉर्ड आंतरिक और बाहरी विश्लेषण का उपयोग करके एक ही स्थान में बिंदुओं के रूप में दोनों ब्रांडों और उत्तरदाताओं के इस प्रतिनिधित्व को अनफॉलो करने के रूप में संदर्भित किया जाता है जो मुझे लगता है हमें इसमें नहीं आने देना चाहिए लेकिन हां मैं आपको बता सकता हूं वरीयता का बाहरी विश्लेषण वह डेटा है जिसका उपयोग किया गया है पिछले से एकत्र किया गया है और इसका उपयोग आगे के विश्लेषण में किया जा रहा है अधिकांश स्थितियों में बाहरी विश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पहले से ही कुछ शोध किए गए हैं और लोगों को पता चला है और उनका उपयोग अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है खैर यह सब हमारे पास बहुआयामी स्केलिंग के लिए है मुझे उम्मीद है कि आप बहुआयामी स्केलिंग का अर्थ समझ गए होंगे कि आपके पास इनपुट डेटा कैसे होना चाहिए और एक बार इनपुट डेटा होने के बाद यह वास्तव में है आइए हम इसमें बहुत अधिक गहराई तक न जाएं बस संक्षिप्त से समझें कि इसका उपयोग समानता को समझने में मदद करने के लिए किया जाता है और समानता के माध्यम से आप नए अवसरों नए उत्पादों उपभोक्ता के दिमाग में उत्पाद की स्थिति और सभी की पहचान कर सकते हैं ये बातें इसलिए जब आप एमडीएस के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुआयामी स्केलिंग के लिए आपको 2 3 चीजों का पता लगाने की जरूरत है एक फिट की अच्छाई और तनाव की जांच के लिए आर स्क्वायर की गणना करें जो फिट होने के लिए अच्छा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फिट की खराबता है और देखें कि अध्ययन में कितने आयाम उपलब्ध हैं इसलिए इन आयामों के आधार पर जहां इन उत्पादों को स्थानिक मानचित्र में रखा गया है और तदनुसार एक शोधकर्ता या बाज़ारिया के रूप में आप छवि को बदलने या लोगों की राय बदलने या अपने परिवर्तनों में लाने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे बाजार में उत्पादों की स्वीकृति और इन सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए उत्पाद तो मुझे आशा है कि आप बहुआयामी स्केलिंग को समझ चुके हैं और यह कैसे करें और क्या महत्व है